तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेक्चर में हमने एक प्रोसेसर की बुनियादी संरचना और बुनियादी घटकों को देखा है जो किसी भी प्रोसेसर में होने चाहिए अब हम 8085 माइक्रोप्रोसेसर में देख रहे हैं जो कि उन बुनियादी माइक्रोप्रोसेसरों में से एक है जिनसे हमें परिचित होना चाहिए माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर्स के इस पूरे कोड को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अन्य सभी प्रोसेसर के लिए मूल विचार इस प्रोसेसर डिजाइन से निकला है इसलिए यही कारण है कि यह माइक्रोप्रोसेसर पर किसी भी कोड का अध्ययन करने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है बेशक आज कई उन्नत माइक्रोप्रोसेसर हैं लेकिन 8085 को आधार के रूप में चुना जाना चाहिए क्योंकि यहां पेश की गई अवधारणाएं नए प्रोसेसर के डिजाइन के तरीकों में हेरफेर करने में एक लंबा रास्ता तय कर चुकी हैं तो हम पहले इस प्रोसेसर डिजाइन पर ध्यान देंगे इक्रोप्रोसेसर क्या है इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम तीन शब्दों माइक्रो कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर के बीच अंतर करने का प्रयास करेंगे ये शब्द हम लिटरेचर में कई बार देखते हैं और हमें उनके बीच के अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहिए एक माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जिसमे माइक्रोप्रोसेसर सीपीयू के रूप में होता है तो किसी भी कंप्यूटर को माइक्रोप्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में मिल गया है वह एक माइक्रो कंप्यूटर है इसे अपनी मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस मिले हैं जिन्हें कनेक्ट किया जाना चाहिए संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हमारे पास इसमें अतिरिक्त घटक होने चाहिए तो जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर के लिए हमारे पास बुनियादी सीपीयू मेमोरी और आईओ डिवाइस हैं जब CPU एक माइक्रोप्रोसेसर होता है तो हम इसे माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे तो इसके अलावा आईओ उपकरणों और मेमोरी को सिस्टम को पूर्ण बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए माइक्रोप्रोसेसर एक सिलिकॉन चिप है जिसमें एएलयू रजिस्टर सर्किट और कंट्रोल सर्किट शामिल हैं तो सीपीयू डिज़ाइन पर हमारे लेक्चर में हमने देखा है कि एक सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करने के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है फिर इस मध्यस्थ मूल्यों को धारण करने के लिए एक रजिस्टर बैंक है और कई बार ओपेरंडस इन सीपीयू द्वारा इन रजिस्टरों से लिया जाता है और एक कण्ट्रोल लॉजिक है जो समग्र ऑपरेशन को कण्ट्रोल करता है पुराने दिनों में प्रोसेसर डिज़ाइन को अलग अलग घटकों में विभाजित किया गया था जैसे अलग एएलयू डिज़ाइन अलग रजिस्टर सर्किट अलग कंट्रोल लॉजिक डिज़ाइन इस तरह इसने कुछ ऐसा बना दिया है जिसे बिटस्लाइसईद प्रोसेसर कहा जाता है इसे बिट स्लाइसईद प्रोसेसर कहा जाता था जैसे कि डिज़ाइन 4 बिट ALU जैसे 4 बिट रजिस्टर के संदर्भ में होता है यदि आपको जरूरत है तो 8 बिट रजिस्टर कहें आप 8 बिट प्राप्त करने के लिए दो ऐसे 4 बिट डिजाइनों को मिलाते हैं इसी तरह अगर आप एएलयू डिज़ाइन की ओर देख रहे हैं तो बुनियादी एएलयू डिज़ाइन 4 बिट एएलयू है तो यदि आप उच्च आकार के एएलयू डिज़ाइन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 8 बिट स्लाइस या 16 बिट स्लाइस प्राप्त करने के लिए एएलयू स्लाइस को संयोजित करना होगा बिट स्लाइस डिजाइन के साथ समस्या यह है कि आपको यह अलग मॉड्यूल मिला है और वह चिप्स अलग होने जा रहे हैं तो एएलयू एक अलग चिप रजिस्टर है प्रत्येक रजिस्टर की तरह एक अलग चिप हो सकता है और आप जानते हैं कि जब इन सभी को एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर एकीकृत किया जाता है तो वे बाहरी रूप से तांबे की तारो से जुड़े होते हैं सिस्टम की गति इस बाहरी लाइनों की गति से सीमित है आप इस प्रकार के डिजाइनों के साथ बहुत उच्च गति प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो एक उच्च गति डिजाइन के लिए क्या आवश्यक है कि सीपीयू के भीतर इन सभी घटकों को एक चिप में समाहित किया जाए तो जब हम माइक्रोप्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो वे अनिवार्य रूप से ऐसा कर रहे हैं तो इन सभी घटकों को एक चिप में डिज़ाइन किए गए हैं तो यह एक एकल सिलिकॉन चिपChip है जिसे एएलयू रजिस्टर और कण्ट्रोल सर्किटरी मिला है फिर इस पाठ्यक्रम के बाद के भाग में हम माइक्रोकंट्रोलर का परिचय देंगे तो यह वास्तव में एक कदम आगे है खासकर जब हम एम्बेडेड अनुप्रयोगों को डिजाइन करने के बारे में सोच रहे हैं जैसे सेल फोन एक टेलीफोन हैंडसेट रेफ्रिजरेटर या डिजिटल कैमरा तो क्या होता है कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल के लिए जाना चाहते हैं जैसे कोई भी एक सेल फोन पसंद नहीं करेगा जो आकार में काफी बड़ा हो तो इस तरह हम चाहते हैं कि छोटा और छोटा हो केवल स्क्रीन जिसे हम बाकी के सर्किट से बड़ा बनाना चाहते हैं उन्हें छोटा होना चाहिए अब इसे छोटा सा कैसे बनाया जाए एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में बड़ी संख्या में प्रोसेसर मेमोरी आईओ जैसे घटकों को अलग अलग किया जाता है जो कि अच्छी मात्रा में स्थान लेने जा रहा है तो उस स्थान की आवश्यकता को कम करने के लिए जो किया जाता है वह यह है कि यह पूरा कंप्यूटर एक चिप पर बना है तो उन्हें उसी चिप्स का हिस्सा बनाया जाता है तो उन्हें एक चिप में डाल दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप आपको माइक्रोकंट्रोलर मिलता है इसलिए वे अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं जब हम इस एम्बेडेड सिस्टम अनुप्रयोगों के लिए चले गए हैं इसलिए वे अधिक उपयोगी होते जा रहे हैं तो अगर हम परिभाषा के माध्यम से जाते हैं जैसे कि माइक्रो के बारे में क्या है तो माइक्रो क्यों सरल प्रोसेसर क्यों नहीं तो माइक्रो एक नया जोड़ है इसलिए यह माइक्रोप्रोसेसर शब्द जो दो शब्दों माइक्रो और प्रोसेसर शब्द के संयोजन से आता है प्रोसेसर एक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है यह उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा तो प्रोसेसर एक ऐसा उपकरण है जो विशेष रूप से द्विआधारी संख्याओं को संसाधित करता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं तो यह बाइनरी नंबर ज़ीरो और वन का प्रोसेसिंग है प्रोसेसिंग का मतलब संख्याओं में मैनीपुलेशन करना है जब भी कोई उपकरण मैनीपुलेशन कर रहा है वह एक प्रोसेसर है इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के संदर्भ में बात करेंगे जो यह प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसर पर हमने कुछ ऑपरेशन किए और इस संख्या पर हम क्या कर सकते हैं यह माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन टीम द्वारा परिभाषित किया गया है उन्होंने वास्तव में बताया है इस माइक्रोप्रोसेसर के डेटा सेट के साथ आप क्या कर सकते हैं तदनुसार माइक्रोप्रोसेसर केवल उन ऑपरेशन को करने में सक्षम होगा इसी तरह अगर यह किसी अन्य प्रोसेसर डिजाइन के लिए सच है प्रोसेसर भाग जिसे हम माइक्रोप्रोसेसर शब्द में समझते हैं माइक्रो टर्म के बारे में क्या है 1960 के दशक के उत्तरार्ध में प्रोसेसर डिस्क्रीट एलिमेंट के साथ बनाया गया था हमने डिस्क्रीट एलिमेंट के बारे में चर्चा की जैसे एएलयू अलग से रजिस्टर अलग से ताकि प्रोसेसर प्राप्त करने के लिए हम उन्हें एक डिजाइन में एक साथ जोड़ दें तो इस तरह से ये डिवाइस आवश्यक ऑपरेशन करते हैं लेकिन जो बहुत बड़े और बहुत धीमे होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके फुटप्रिंट बड़े होंगे इसलिए परिणामस्वरूप सर्किटरी या डिज़ाइन आकार में बड़ा होगा कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा और आप आसानी से उन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेन्ट की तुलना कर सकते हैं जो हमारे पास 1969 में थे और हमारे पास अभी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं इसलिए आकार में बहुत बड़ा अंतर है और न केवल आकार पावर की खपत परफॉरमेंस हर जगह इसमें सुधार हो रहा है और इस सुधार का एक मूल कारण यह है कि हम पूरे सिस्टम को छोटा कर सकते हैं और हम इस डिजाइन को एक चिप में डाल सकते हैं 1970 में माइक्रोचिप का आविष्कार किया गया था और सभी कॉम्पोनेन्ट जिससे प्रोसेसर बने थे सिलिकॉन के एक टुकड़े पर रखा गया था तो आकार छोटा और तेज हो जाता है तो इस तरह माइक्रोप्रोसेसर का जन्म इस माइक्रोचिप के आविष्कार के साथ हुआ था यह अनिवार्य रूप से एक सवाल उठाता है जैसे क्या कोई मिनी प्रोसेसर था प्रोसेसर मिनी प्रोसेसर माइक्रोप्रोसेसर क्या ऐसा हो सकता है उत्तर नहीं है यह सीधे डिस्क्रीट एलिमेंट से एकल चिप में चला गया तो बीच में कोई मध्यस्थ बिंदु नहीं थे हालाँकि जब आप आज के माइक्रोप्रोसेसरों की तुलना एक बार 1970 के दशक उत्तपन से करते हैं तो आप एकीकरण की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि पा सकते हैं तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ मिनी प्रोसेसर था यदि आप चाहें लेकिन जैसा कि तकनीक में मिनी प्रोसेसर नाम का ऐसा कोई शब्द नहीं है हालांकि वह मिनीकंप्यूटर है जो मिनी था जो मुख्य फ्रेम से छोटा था तो उस तरह से मिनीकंप्यूटर हैं लेकिन मिनी प्रोसेसर ऐसी कोई अवधारणा नहीं है तो एक माइक्रोप्रोसेसर क्या है अगर हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करे तो माइक्रोप्रोसेसर यदि आप एक आम आदमी को परिभाषित करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह एक प्रोग्राम करने योग्य उपकरण है जो संख्याओं को लेता है मेमोरी में संग्रहीत प्रोग्राम के अनुसार कुछ अरिथमेटिक और लॉजिकल संचालन करता है और फिर परिणामस्वरूप अन्य संख्याएं पैदा करता है तो यह माइक्रोप्रोसेसर का समग्र संचालन है इसके डिजाइन भाग में जाने के बिना तो हम इस व्यक्तिगत शब्द जैसे प्रोग्रामेबल डिवाइस के द्वारा जाएंगे जो किस तरह का इनपुट ले रहा है वह किस तरह का ऑपरेशन कर सकता है तो एक ऑपरेशन का प्रकार है और दूसरी बात यह है कि कौन से ऑपरेंड हैं जिन पर यह ऑपरेशन करेगा और आखिरकार यह परिणाम क्या है जो यह उत्तपन करता है इसलिए हम माइक्रोप्रोसेसर की परिभाषा में जाने पर इन सभी का उत्तर देने का प्रयास करेंगे पहला शब्द जो हमारे पास है वह एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है तो यह सबसे अच्छी बात है जैसे अगर मुझे कुछ सर्किट डिजाइन करने के लिए कहा जाए तो मैं सर्किट को डिजाइन कर सकता हूं जो केवल उस ऑपरेशन को करेगा उदाहरण के लिए अगर मुझे एक सर्किट डिजाइन करने के लिए कहा जाए जो कि एक इनपुट बिट स्ट्रीम को स्कैन करेगा और जब भी यह पैटर्न 4 एक के बाद 0 मिलेगा तो यह 1 आउटपुट करेगा अन्यथा आउटपुट बिट 0 है इसलिए यदि हम कुछ फ्लिप फ्लॉप और गेट के माध्यम से सर्किट को डिज़ाइन करते हैं तो वह सर्किट उस ऑपरेशन को करने में सक्षम होगा लेकिन यह केवल उस ऑपरेशन को करने के लिए समर्पित है इसलिए प्रोग्रामबिलिटी नहीं है यह उस विशेष एप्लिकेशन के लिए समर्पित है दूसरी ओर माइक्रोप्रोसेसर वे प्रोग्रामेबल डिवाइस हैं तो वे दिए गए प्रोग्राम में दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुक्रम के आधार पर प्राप्त डाटा पर संचालन के विभिन्न स्टेट का प्रदर्शन कर सकते हैं तो माइक्रोप्रोसेसरों वे इंस्ट्रक्शन द्वारा निर्देशित हैं तो लगभग सभी माइक्रोप्रोसेसरों में उनके पास एक रीसेट पिन होगा और यदि आप उस माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट करते हैं यह एक निश्चित एड्रेस से मेमोरी में देखना शुरू कर देगा और उस एड्रेस से यह एक इंस्ट्रक्शन लाएगा तो यह उस इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करेगा फिर वह अपने प्रोग्राम काउंटर रजिस्टरों के प्रकार को अपग्रेड करेगा ताकि यह अगले इंस्ट्रक्शन को इंगित करे और इस तरह से यह आगे बढ़ेगा अब यदि एक निश्चित मेमोरी लोकेशन पर कोई वैध इंस्ट्रक्शन नहीं है तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा तो यह परिभाषित नहीं है वास्तव में यह माइक्रोप्रोसेसर के डिजाइन के तरीके पर निर्भर करता है इसलिए जो भी हो तो प्रत्येक ऐसे साइकिल की शुरुआत में जो प्रोसेसर करेगा वह मेमोरी से अगला इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने की कोशिश करेगा और यदि वह इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के लिए सार्थक नहीं है तो कुछ एक्सेप्शन की स्थिति उत्पन्न होगी और वह एक्सेप्शनकैसे संभाला जाएगा माइक्रोप्रोसेसरों के डिजाइनरों द्वारा परिभाषित किया गया है लेकिन वैसे भी यह मानते हुए कि इस तरह के कोई गलत मामले नहीं हैं तो हमें माइक्रोप्रोसेसर मिला है जिसे सही इंस्ट्रक्शन और एक्सेक्यूट इंजन मिल रहा है तो आज शायद मेरे पास एक माइक्रोप्रोसेसर है जो स्कैन करता है एक कमरे के तापमान नियंत्रण का कहे यह पहले तापमान सेंसर से मूल्यों को पढ़ता है फिर यह एसी या हीटर को ऑन करता है सुरक्षित तापमान मान और उस से डेविएशन के आधार पर तो यदि कल आप चाहते हैं कि वही माइक्रोप्रोसेसर कुछ और करें तापमान मॉनिटर नहीं तो शायद आपका कन्वेयर बेल्ट मॉनिटरिंग कहे कन्वेयर बेल्ट कण्ट्रोल अनुप्रयोग ऑपरेट करता है तो उस स्थिति में माइक्रोप्रोसेसर समान रहेगा केवल वह प्रोग्राम जिसे वह निष्पादित कर रहा था बदल जाएगा तो मेमोरी में अब आपके पास एक अलग प्रोग्राम है ताकि माइक्रोप्रोसेसर कुछ और काम करे तो यह एक प्रोग्राम योग्य हिस्सा है तो आप माइक्रोप्रोसेसर द्वारा कुछ अन्य काम करने के लिए प्रोग्राम के हिस्से को बदल सकते हैं जो किसी भी मनमाने डिजिटल सर्किट द्वारा संभव नहीं है माइक्रोप्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन का एक विशिष्ट समूह या ऑपरेशन का एक विशिष्ट समूह निष्पादित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसे एक इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है यदि आप किसी भी माइक्रोप्रोसेसर को देखते हैं तो आपको सबसे पहले उपयोगकर्ता मैनुअल पर ध्यान देना चाहिए यह विस्तृत होगा कि यह इंस्ट्रक्शन क्या हैं जो इस प्रोसेसर का समर्थन करेंगे और प्रोग्राम लिखते समय हमें केवल उन इंस्ट्रक्शंस को लिखना चाहिए और कई बार हम इन सभी चीजों को नहीं जानते हैं क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को कुछ उच्च स्तर की लैंग्वेज में लिखते हैं सी या जावा या सी C जैसे कुछ कहते हैं और उसके बाद एक कंपाइलर होगा और कंपाइलर के साथ प्रोग्राम को कम्पएल करेगा इसे उस लैंग्वेज में अनुवाद करेंगे जिसे अंडरलाइन प्रोसेसर द्वारा जाना जाता है तो यदि आप एक कंप्यूटर सिस्टम पर अपना सी प्रोग्राम चला रहे हैं जिसे मूल प्रोसेसर के रूप में 8085 मिला है कंपाइलर 8085 प्रोसेसरों द्वारा समझा जा सकने वाला कोड जनरेट करेगा तो जो इंस्ट्रक्शंस 8085 समझ रहा है कल यदि वह कुछ अन्य सिस्टम है जिस पर हमें वही प्रोग्राम निष्पादित करना है लेकिन कहते हैं कि अंडरलाइन प्रोसेसर अलग है तो यह एक एआरएम प्रोसेसर है उस स्थिति में कंपाइलर जो आपके पास होना चाहिए उस प्रोग्राम को उस लैंग्वेज या इंस्ट्रक्शन में अनुवाद करेगा जो एआरएम प्रोसेसर द्वारा समझा जा सकता है तो इस तरह माइक्रोप्रोसेसर अंततः मशीन इंस्ट्रक्शन के सेट को समझ जाएगा फिर वह माइक्रोप्रोसेसर के डिजाइनर द्वारा तय किया गया है तो यह उपयोगकर्ता के हाथ में नहीं है तो उपयोगकर्ता को उन उपलब्ध इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके प्रोग्राम लिखना होगा तो वह क्या मूल्य है जो अंदर लिया जाता है तो मैंने कहा कि यह उस डेटा पर कुछ मैनीपुलेशन करता है जिसे यह लेता है तो यह इनपुट डिवाइस से आ सकता है जैसे मेरे पास माइक्रोप्रोसेसर से जुड़े कई पेरीफेरल डिवाइस हो सकते हैं इसलिए हमने देखा है कि किसी भी प्रोसेसर को मेमोरी से जोड़ा जा सकता है और साथ ही इसे IO डिवाइसस से जोड़ा जा सकता है तो मेमोरी को इनपुट डिवाइस के रूप में भी माना जा सकता है यदि आप मेमोरी में ही किसी प्रोग्राम के लिए इनपुट वैल्यू को नोट करते हैं उदाहरण के लिए यदि काम 100 नंबर की छंटाई करना है और मेमोरी में ही मैं 100 नंबर स्टोर करता हूं तो प्रोसेसर क्या करेगा यह मेमोरी में संग्रहीत उन 100 नंबरों पर काम करेगा दूसरी तरफ अगर यह इस तरह है कि मुझे एक तापमान सेंसर स्थापित किया हुआ मिला है और कुछ समय काम कर रहा है तो सिस्टम को हमें उस तापमान सेंसर से तापमान लेना चाहिए तो उस स्थिति में यह इनपुट डिवाइस से आ रहा है जो तापमान सेंसर है तो इस तरह यह आगे बढ़ेगा तो इस तरह से इनपुट उपकरणों में भिन्नता हो सकती है और इनपुट उपकरणों से इनपुट आते हैं तो ये वे डिवाइस हैं जो बाहरी दुनिया से सिस्टम में डेटा लाते हैं तो यह बाहरी दुनिया के लिए इंटरफेस है और समस्या यह है कि बाहर की दुनिया प्रकृति में सामान्य रूप एनालॉग है तो हालांकि हम माइक्रोप्रोसेसरों के डिजिटल सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं जो वे डिजिटल डेटा के साथ काम कर रहे हैं बाहरी दुनिया प्रकृति में एनालॉग है तो कुछ बहुत ही सरलीकृत प्रकार के इनपुट को स्वीकार करना जैसे कि एक विशेष स्विच है चाहे वह किसी विशेष प्रकाश पर ऑन या ऑफ इस प्रकार के इनपुट को स्वीकार करना तो आपके पास एक कन्टीन्यूस डेटा है तो उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि यह तापमान सेंसिंग तो तापमान सेंसरहै तो यह उस तापमान के आधार पर कई वोल्टेज उत्पन्न करेगा जो इसे मिल रहा है तो यह एक डिजिटल नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि इनपुट डिवाइस से प्रोसेसर तक हमे बीच में कुछ प्रकार के डेटा कन्वर्टर्स मिले हैं और कुछ प्रोसेसर उन डेटा कन्वर्टर्स से लैस होते हैं जैसे इनपुट भाग के लिए एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण और डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण आउटपुट भाग के लिए तो प्रोसेसर केवल डिजिटल डेटा को संभालता है लेकिन यह इन दो एडीसी और डीएसी कन्वर्टर्स के माध्यम से बाहरी एनालॉग दुनिया से बात कर सकता है तो क्या हो रहा है कि यह उपकरण वे बाहरी दुनिया से सिस्टम में डेटा लाते हैं और कीबोर्ड माउसस्विच जैसे उपकरण हो सकते हैं इन सभी को इनपुट डिवाइस के रूप में माना जा सकता है अगला भाग संख्याओं का है जैसे कैसे संख्याओं को मैनिपुलेट किया जाता है वे कौन से मूल्य हैं जो यह रख सकते हैं तो संख्या बहुत बड़ी हो सकती है तो उदाहरण के लिए अगर मैं इन्टिजर संख्या के बारे में बात करता हूं इसमें अनंत तक मान हो सकते हैं यह मनमाने ढंग से बड़ा हो सकता है लेकिन क्या होता है कि जब आप इसे कंप्यूटर के अंदर रख रहे होते हैं तो आप नंबर स्टोर करने के लिए अनंत स्टोरेज नहीं दे सकते तो आपके पास एक परिमित आकार होगा तो इस तरह से आप कुछ समझ सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि माइक्रोप्रोसेसर के पास जीवन का एक बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण है तो इन्टिजर यदि आप इसे 16 बिट कह रहे हैं तो यदि आप साइंड और अन साइंड इन्टिजर दोनों पर विचार कर रहे हैं तो यह 32768 से 32767 तक जा सकता है तो इस तरह एक सीमा है तो इस तरह से माइक्रोप्रोसेसर के पास जीवन का एक बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण है जिसे हम कह सकते हैं और यह केवल बाइनरी संख्याओं को समझता है तो केवल शून्य और एक को हेक्साडेसीमल इन्टिजर को नहीं यद्यपि हमारी अपनी समझ के लिए कई बार हम इस ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नोटेशन का उपयोग करके बाइनरी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन प्रोसेसर के अंदर यह हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जो काम करता है और एक बाइनरी डिजिट जिसे बिट भी कहा जाता है इस तरह से संख्याओं को संग्रहीत किया जाता है क्योंकि यह बिट 1 उच्च वोल्टेज मान के रूप में संग्रहीत किया जाता है या किसी तरह इसे तर्क स्तर उच्च के रूप में लिया जाता है और 0 तर्क स्तर निम्न का प्रतिनिधित्व करता है अब एक माइक्रोप्रोसेसर बिट्स के समूह को एक साथ पहचानता है बिट्स के समूह को एक वर्ड कहा जाता है तो जैसे कि अगर मैं दो इन्टिजर के साथ काम कर रहा हूं तो इन्टिजर का आकार क्या है या जब मुझे इंस्ट्रक्शनमिल रहा है कि प्रोसेसर संभाल सकता है तो इसका एक परिमित आकार होना चाहिए तो क्या होता है कि यह प्रोसेसर यह हमेशा वर्ड के संदर्भ में बात करता है बिट्स का एक संग्रह है तो एक वर्ड शायद 16 बिट्स से मिलकर बनता है एक वर्ड में 32 बिट्स शामिल हो सकते हैं इस तरह इसमें बिट्स की संख्या शामिल हो सकती है जो डिजाइनरों द्वारा तय की जाती है लेकिन जब यह मूल ऑपरेशन जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग तुलना ये सभी कार्य कर रहा होता है तब ये वर्ड स्तर पर काम कर रहे होते हैं तो यह प्रोसेसर डिजाइनर द्वारा तय किया गया है कि प्रोसेसर के लिए वर्ड का आकार क्या है तो माइक्रोप्रोसेसर के लिए भी वही है माइक्रोप्रोसेसर वर्ड में बिट्स की संख्या इसकी क्षमताओं का एक माप है तो हम ऐसा क्यों कहते हैं जब मैं कहता हूं कि एक माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है इसका मतलब है कि यह 8 बिट मूल्यों पर काम कर सकता है इसलिए जब मैं जोड़ करता हूं तो मुझे इन्टिजर अड्डीशन में रखना होगा यह केवल 8 बिट संख्या होगी और परिणाम 8 बिट और 1 बिट कैरी कुल 9 बिट हो सकता है अगर मैं शक्तिशाली प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा हूं इसका मतलब है यह बड़े मूल्यों को संभालने में सक्षम होगा कठिनाइयों कि यदि आपके पास छोटे आकार की संख्याएं हैं तो एक मूल चरण में प्रोसेसर उन छोटे आकार के डेटा पर ऑपरेशन करने में सक्षम होगा तो यदि आप मूल प्रोसेसर कहने को 8 बिट अड्डीसन का समर्थन कर रहे हैं और अब मैं 16 बिट अड्डीसन करने के लिए इच्छुक हूं तो मुझे सॉफ्टवेयर में इसे लागू करने के लिए 8 बिट अड्डीसन के संदर्भ में 16 बिट अड्डीसन करना होगा इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह संभव नहीं है लेकिन यह उस मामले की तुलना में अधिक समय लेगा जिसमें एक प्रोसेसर 16 बिट वर्ड को संभालता है और एक सिंगल शॉट में 16 बिट अड्डीसन होता है तो इस तरह हम इन माइक्रोप्रोसेसर क्षमताओं के बीच अंतर कर सकते हैं तो आज हमारे पास जो माइक्रोप्रोसेसर हैं 8085 8 बिट वर्ड है लेकिन अगर हम आज के माइक्रोप्रोसेसरों में देखें तो उनके पास 32 बिट 64 बिट वर्ड का आकार है तो इस तरह यह बहुत बड़ा डेटा संभाल सकता है तो वर्ड बाइट्स वगैरह तो सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसरों ने 8 बिट वर्ड की पहचान की इसलिए 8085 8088 मोटोरोला 6800 और 6800 वे सभी 8 बिट वर्ड को संभालते हैं इसलिए 8086 और 68000 जैसे प्रोसेसर उन्हें 16 बिट वर्ड के रूप में डिजाइन किए गए थे अब यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है कि इंटेल 8086 और 8088 तो यह 8088 बाद में क्यों आ रहा है जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह प्रोसेसर इस 8086 की तुलना में बाद में आया था लेकिन यह 8 बिट और 8086 16 बिट क्यों है कारण इस प्रकार है कि 8085 इन सभी 8086 और 8088 से पहले आया था और यह बहुत लोकप्रिय था और 8085 का उपयोग करके कई सिस्टम विकसित किए गए हैं और इसे 8 बिट वर्ड मिला है तो यह प्रोसेसर से निकलने वाली डेटा लाइनों पिन है तो वह 8 बिट था अब कल जब यह 8086 बाजार में पेश किया गया था तो आप इस चिप 8085 को निकाल और चिप 8086 को वहां रख नहीं सकते हैं क्योंकि साधारण कारण डेटाबेस साइज जो कि स्वयं बदल गया है बिट8 से बिट 16 में बदल गया है तो यह हार्डवेयर असंगत हो जाता है तो इस बात को समझने के बाद इंटेल सिर्फ एक कदम पीछे गया और 8088 बना एक 8 बिट प्रोसेसर हालांकि इसका आंतरिक संचालन बिल्कुल 8086 जैसा है लेकिन बाहरी दुनिया से यह एक 8 बिट वर्ड इंटरफ़ेस है सभी सिस्टम जिसमें 8085 का उपयोग किया जा रहा था उन्हें इस 8088 प्रोसेसर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और हार्डवेयर अपरिवर्तित रहता है इसलिए बेशक सॉफ्टवेयर को बदलना होगा क्योंकि यह अब 8088 के लिए होगा लेकिन हार्डवेयर भाग को बदलने की आवश्यकता नहीं है तो इस माइक्रोप्रोसेसर में हमारे पास 16 बिट वर्ड थे 8 बिट्स का एक समूह जिसे हम हाफ वर्ड या बाइट कहते हैं तो वर्ड है अगर हम किसी वर्ड को 16 बिट का कहते हैं तो इस 16 बिट वर्ड की तरह कोई मानकीकरण मानक बात नहीं है तो हमारे पास 32 बिट वर्ड 64 वर्ड के साथ कुछ प्रोसेसर हो सकते हैं तो 8 बिट एक बाइट का गठन करते हैं लेकिन यह वर्ड आकार प्रोसेसर पर निर्भर है तो यदि हम कहते हैं कि एक वर्ड का आकार 16 बिट है तो 8 बिट्स के समूह को वे हाफ वर्ड या बाइट के रूप में संदर्भित करते हैं 4 बिट्स के समूह को एक निबल कहा जाता है तो यदि आप बाइट को दो 4 बिट भागों में विभाजित करते हैं तो उनमें से प्रत्येक को एक निबल कहा जाएगा तो 32 बिट समूह उन्हें अक्सर लॉन्ग वर्ड के रूप में नामित किया जाता है फिर से वही बात तो यह बिट थोड़ा गैर मानक है क्योंकि यह प्रोसेसर के वर्ड आकार पर निर्भर करता है और सभी प्रोसेसर आज एक समय में कम से कम 32 बिट्स में मैनिपुलेट करते हैं और ऐसे माइक्रोप्रोसेसर मौजूद हैं जो 64 80 या 128 बिट्स को भी प्रोसेस कर सकते हैं इस तरह हमारे पास बहुत बड़ी क्षमता क्षमता अनुसार से बेहतर प्रोसेसर हो सकते हैं जिसमें हम एक निर्देश में बड़े डेटा बिट में मैनिपुलेट कर सकते हैं